स्ट्रक्चरल डायनामिक्स कोर्स में आपका स्वागत है पिछले सप्ताह में हमने सीखा कि डायनामिक विश्लेषण स्टैटिक विश्लेषण से कैसे भिन्न होता है हमने सीखा कि गति का समीकरण कैसे बनाया जाता है हमने फ्री वाईब्रेशन्स की प्रतिक्रियाएँ भी सीखीं हमने अनडेम्प्ड और विसकसली डेम्प्ड फ्री वाईब्रेशन्स को सीखा इसलिए इस सप्ताह में शुरू में हम कुछ उदाहरण सवालों को हल करेंगे उसके बाद हम कूलम्ब डेम्प्ड फ्री वाईब्रेशन्स का पता लगाएंगे बाद में हम फोर्स्ड वाईब्रेशन्स सीखेंगे तो आइए अब उदाहरण सवालों पर चलते हैं अब इस सिस्टम के लिए गति का समीकरण बनाते हैं हमारे पास एक मास एक डेम्पर और एक स्प्रिंग है इस मास पर एक डायनामिक फाॅर्स p कार्य कर रहा है तो इस सिस्टम के लिए सेल्फ रेट के कारण सिस्टम में एक स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट होगा तो अपने स्वयं के वजन के तहत सिस्टम का डिस्प्लेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है यह dst इस सिस्टम का स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है और x इसकी स्टैटिक एक्विलिब्रियम स्थिति के सापेक्ष इस मास का डिस्प्लेसमेंट है xt इस मास का कुल डिस्प्लेसमेंट है तो xt x प्लस dst के बराबर होगा आइए अब इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक डायनामिक फाॅर्स p नीचे की ओर कार्य कर रहा है सिस्टम का भार मास गुणा गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है डेम्पिंग फाॅर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और यह कुल वेलोसिटी c गुणा xt के बराबर है और इसके लिए हमारे पास एक स्प्रिंग फाॅर्स भी है जो k गुणा x के बराबर है k गुणा dst तो अब हम इस बॉडी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाले सभी फाॅर्स को लिख सकते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में असंतुलित फाॅर्स p प्लस वजन जो कि mg के बराबर है माइनस kx माइनस kdst माइनस cxt है और यह योग इस बॉडी के त्वरण कुल त्वरण के मास से गुणा के बराबर है

तो हम यह भी जानते हैं कि mg यानी बॉडी का वजन स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट के k गुणा के बराबर है और हम इस संबंध से पता लगा सकते हैं कि के बराबर होगा क्योंकि dst एक स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है जो समय के साथ बदलता नहीं है और हमारे पास के बराबर होगा तो हम इस समीकरण को इस तरह फिर से लिख सकते हैं m x डबल डॉट प्लस c x dot प्लस k x जो की बराबर है p के तो mg और माइनस k dst रद्द हो जाते हैं और हमारे पास यह गति का समीकरण है इसलिए यदि आप गति के इस समीकरण को देखें तो यह x और इसके डेरिवेटिव्स के संदर्भ में है इसका अर्थ है कि x इस मास का अपनी स्टैटिक एक्विलिब्रियम स्थिति के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट है इसलिए यदि आप स्टैटिक एक्विलिब्रियम स्थिति के सापेक्ष गति का समीकरण लिखते हैं तो गति के समीकरण में हमारे पास वजन का कोई पद नहीं होगा अब आइए हम एक अन्य सिस्टम को देखें और गति का समीकरण लिखें अगले सिस्टम में एक लम्प्ड मास m और एक स्टिफ़नर k है इसमें कोई डेम्पिंग नहीं है और सिस्टम एक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट Xg से प्रभावित होता है सपोर्ट के सापेक्ष इस द्रव्यमान के डिस्प्लेसमेंट को X के रूप में दर्शाया गया है और इस मास के कुल डिस्प्लेसमेंट को X के रूप में दर्शाया गया है तो हम जानते हैं कि Xt X प्लस Xg के बराबर है अब गति का समीकरण लिखते हैं इसलिए यदि आप इस मास पर विचार करते हैं तो उस मास पर कार्य करने वाला केवल एक स्प्रिंग फाॅर्स होता है तो अगर उस दिशा में x को पॉजिटिव माना जाता है तो स्प्रिंग फाॅर्स इस दिशा में होगा तो यह माइनस k X होगा तो वह फाॅर्स इस मास पर कार्य कर रहा है और यह मास गुणा त्वरण के बराबर होना चाहिए तो यह न्यूटन के नियम द्वारा दिया गया है तो यह हमारी गति का समीकरण है हम उस पद को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं जो m x डबल डॉट t प्लस kx 0 के बराबर है हम जानते हैं कि Xt X प्लस Xg के बराबर है तो हम इस पद का विस्तार कर सकते हैं तो हमारे पास m x डबल डॉट प्लस k X बराबर माइनस m x डबल डॉट g है जो कि ग्राउंड त्वरण है तो सपोर्ट पर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इस मास पर कार्य करने वाले एक प्रभावी डायनामिक फाॅर्स के बराबर है और प्रभावी फाॅर्स माइनस मास गुणा ग्राउंड त्वरण के बराबर है तो इस प्रकार भूकंप एक संरचना को प्रभावित करता है तो भूकंप एक ग्राउंड त्वरण या ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट है तो यह इस मास पर बाहरी डायनामिक फाॅर्स के बराबर होगा और उस फाॅर्स का मान माइनस मास गुणा ग्राउंड त्वरण के बराबर होगा अगला उदाहरण टॉरशनल वाइब्रेशन का है तो हमारे पास मास m की एक कठोर डिस्क है जो एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट पर लगाई गई है तो यह एक कठोर डिस्क है जिसका मास m है और इसे इस फ्लेक्सिबल शाफ्ट जिसका व्यास d है के साथ रखा गया है शाफ्ट के वजन और और डेम्पिंग को नगण्य मानते हुए डिस्क के फ्री टॉरशनल वाइब्रेशन के समीकरण को डेराइव करें शाफ्ट का शियर मॉडुलुस ऑफ़ रिजिडीटी G है तो हम सिस्टम में डेम्पिंग को नगण्य कर सकते हैं और हम शाफ्ट को भी मासलेस मान सकते हैं तो यह सिर्फ सिस्टम को कुछ स्टिफनेस प्रदान करता है और डिस्क का कुछ मास होता है तो यह एक अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम है तो यहाँ यह टॉरशनल वाइब्रेशन है तो आइए इस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसलिए अब तक हम उन सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं जहां मास लम्प्ड था यह केंद्रित था तो यह एक उदाहरण है जहां डिस्क में मास वितरित किया हुआ हैं इसके कुछ डायमेंशन होते हैं कुछ त्रिज्या और कुछ मोटाई होती है तो मास इस डिस्क पर समान रूप से वितरित किया जाएगा तो यहाँ मास डिस्ट्रिब्यूटेड है तो आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम पर वापस जाएं इसलिए यदि थीटा को इस दिशा में पॉजिटिव लिया जाता है तो हम रेस्टोरिंग फाॅर्स लिख सकते हैं इस मामले में रेस्टोरिंग टार्क इस शाफ्ट की टॉरशनल स्टिफनेस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो की कोण थीटा है के गुणा के बराबर है तो शाफ्ट की इस टॉरशनल स्टिफनेस का मान GJθ बाई L के बराबर है G शियर मॉडुलुस है और L लंबाई है और J एरिया का दूसरा मोमेंट है आप इस व्यंजक को मैकेनिक्स ऑफ़ सॉलिड्स पाठ्यक्रम में सीख चुके होंगे तो रेस्टोरिंग टार्क को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है तो अब हम न्यूटन के दूसरे नियम का उपयोग करके गति के समीकरण को लिख सकते हैं जो अनबैलेंस्ड फाॅर्स कहलाता है इस स्तिथि में वह टार्क माइनस fs के बराबर है जो इनर्शिआ के बराबर होना चाहिए तो अगर यह एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट होता तो यह बड़े पैमाने पर ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर होता तो यहाँ यह एक डिस्ट्रिब्यूटेड मास है और हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं तो यह अनबैलेंस्ड फाॅर्स होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन गुणा I के बराबर होगा जो इस डिस्क का मास मोमेंट ऑफ़ इनर्शिआ है तो इस तरह की डिस्क के लिए मास मोमेंट ऑफ़ इनर्शिआ m R वर्ग बाई 2 के बराबर है जहां R डिस्क की त्रिज्या है तो माइनस fs मास मोमेंट ऑफ़ इनर्शिआ गुणा एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर है जहाँ तो अब देखते हैं कि इस टार्क का मान क्या है तो यह टॉर्क fs GJ बाई L के बराबर है जो शाफ्ट की टॉरशनल स्टिफनेस गुणा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो की थीटा है के बराबर है J एरिया का सेकंड मोमेंट है और इस शाफ्ट के लिए यह pi d की घात 4 बाई 32 के बराबर है d इस शाफ्ट का व्यास है where तो अब हम इस टार्क और मास मोमेंट ऑफ़ इनर्शिआ की गणना कर सकते हैं हमारे पास इस संरचना के आयाम हैं तो अब हम गति के इस समीकरण को लिख सकते हैं जो की I नॉट थीटा डबल डॉट प्लस GJ बाई L थीटा 0 के बराबर है यह गति का समीकरण है हम मास मोमेंट ऑफ़ इनर्शिआ और सेकंड मोमेंट ऑफ़ एरिया को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हमें गति के हमारे समीकरण के लिए व्यंजक मिलता है आइए एक और उदाहरण लेते हैं इस उदाहरण में एक ऑटोमोबाइल को एक लम्प्ड मास m के रूप में आदर्श रूप से आदर्शित किया गया है जो एक स्प्रिंग और एक डेम्पर द्वारा सपोर्टेड है और यह ऑटोमोबाइल एक स्थिर गति v से एक सड़क पर चलता है जिसमें कुछ रफनेस है तो इस सड़क की रफनेस को X के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और X सड़क पर इस वाहन की स्थिति है तो इस रफनेस को एक फ़ंक्शन ug द्वारा दर्शाया है हमें इस सिस्टम की गति के समीकरण को प्राप्त करना है इसलिए यह सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम एक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट ug प्राप्त कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे वाहन इस सड़क पर आगे बढ़ रहा है और यह ug बदल जाता है तो यह सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के सपोर्ट के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो आइए इसे हल करने का प्रयास करें तो हमारे पास यह मास स्प्रिंग और डेम्पर से जुड़ा है और यह गति v के साथ चलता है तो जब यह चलता है तो यह ऊपर और नीचे जाता है और इस रफनेस को ug X के रूप में दिया गया है यह मास का डिस्प्लेसमेंट चर ut द्वारा दर्शाया जाता है तो वह इस मास का टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और आधार के सापेक्ष इस मास का डिस्प्लेसमेंट u t माइनस u g है इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस आधार का डिस्प्लेसमेंट आइए अब इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यह मास है इसलिए जब मास को इस दिशा में ले जाया जाता है तो विपरीत दिशा में रेस्टोरिंग फाॅर्स होगा तो हमारे पास इस दिशा में कार्य करने वाला स्प्रिंग फाॅर्स और इस दिशा में कार्य करने वाला डेम्पिंग फाॅर्स है और इस दिशा में भी इनर्शिआ फाॅर्स होगा तो अब हम एक्विलिब्रियम समीकरण लिखते हैं तो वह इनर्शिआ फाॅर्स प्लस स्प्रिंग फाॅर्स प्लस डेम्पिंग फाॅर्स 0 के बराबर होगा तो इनर्शिआ फाॅर्स क्या होगा हमने सीखा है कि इनर्शिआ फाॅर्स मास और मास के त्वरण के गुणा के बराबर होता है जो कि मास गुणा ut डबल डॉट है यह त्वरण है अब आइए हम डेम्पिंग फाॅर्स को देखें तो अगर डेम्पिंग गुणांक c है तो डेम्पिंग फाॅर्स इस मास की वेलोसिटी को c से गुणा करने पर मिलेगा तो वेलोसिटी आधार के सापेक्ष वेलोसिटी होगी तो वह ut माइनस ug डॉट होगी स्प्रिंग फाॅर्स k को सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट से गुणा किया जाएगा तो वह ut माइनस ug है और वह 0 के बराबर होना चाहिए तो अब हम इन पदों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं तो mu t डबल डॉट प्लस cut डॉट प्लस kut इन पदों को दाहिने तरफ ले जाने के बाद यह होगा cug डॉट प्लस kug और यह दिया गया है कि ug x का एक फंक्शन है और x क्या है हम जानते हैं कि यह ऑटोमोबाइल v वेग से गति कर रहा है तो प्रत्येक क्षण में इस वेग की स्थिति क्या होगी वह वेग उस समय से गुणा हो जाएगा तो हम इस चर x को v t से प्रतिस्थापित कर सकते हैं अर्थात वेग को समय से गुणा किया गया है तो दाहिने पक्ष में c u g डॉट v t इसका फंक्शन v t और k u g Vt हो जाता है इसलिए v केवल एक स्थिरांक है तो यह समीकरण c v u g डॉट बन जाएगा जो t और k v u g t का फंक्शन होगा तो यह इस सिस्टम की गति का समीकरण है अब आइए कुछ उदाहरण फ्री वाइब्रेशन के देखें तो पहले उदाहरण में हमारे पास एक स्प्रिंग से जुड़ा एक लकड़ी का ब्लॉक है और इस ब्लॉक में एक गोली चलाई जाती है गोली का कुछ मास और वेग होता है यह गोली इस ब्लॉक में समा जाती है हमें ब्लॉक की परिणामी गति का पता लगाना होता है तो क्या होता है जब यह गोली इस ब्लॉक में चली जाती है तो गोली कुछ वेग से यात्रा कर रही थी और इसका मास है इसलिए जब यह लकड़ी के इस ब्लॉक से टकराएगी तो दोनों मास एक साथ कुछ नए वेग से गति करेंगे तो एक मास को इस लकड़ी के ब्लॉक में फायर करके एक गोली को जिसका कुछ मास है इसका अर्थ है कि हम इस लकड़ी के ब्लॉक को कुछ प्रारंभिक वेग दे रहे हैं हम यह पता लगाएंगे कि प्रारंभिक वेग कितना है और इसका उपयोग करके हमें इस ब्लॉक की परिणामी गति का पता लगाना होगा तो आइए देखें कि इसे कैसे हल किया जाए तो इस प्रश्न में ब्लॉक का वजन दिया गया है गोली का वजन दिया गया है स्प्रिंग की स्टिफनेस और गोली का वेग भी दिया गया है आइए अब गणना करते हैं ब्लॉक के मास की गणना वजन के रूप में की जाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण से विभाजित किया जाता है तो आपको मास मिलेगा और गोली का मास भी इस तरह पता लगाया जाता है गोली के वजन को g से विभाजित किया जाता है आपको m0 मिलता है और स्टिफनेस पहले से ही दी गयी है अतः अब हमें ब्लॉक का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है तो हम इसकी गणना कैसे करते हैं हम कंज़र्वेसन ऑफ़ मोमेंटम का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं तो टक्कर से पहले और बाद में सिस्टम का मोमेंटम एक ही होना चाहिए तो टक्कर से पहले केवल गोली कुछ वेग v0 के साथ आगे बढ़ रही थी तो मोमेंटम m0 v0 के बराबर है और वह टक्कर के बाद मोमेंटम के बराबर होना चाहिए तो टक्कर के बाद यह मास उसमें समा जाता है तो कुल मास m प्लस m0 होगा और यह एक नए वेग के साथ गति करेगा तो हम यह पता लगा सकते हैं कि वह प्रारंभिक वेग क्या है तो वह होगा m0 v0 बाई टोटल मास इसलिए यदि आप इसे हल करते हैं तो आपको प्रारंभिक वेग प्राप्त होगा तो टक्कर के बाद हमारे सिस्टम का मास बदल जाता है मास m प्लस m0 हो जाता है और स्प्रिंग की स्टिफनेस नहीं बदलती है यह पहले जैसी ही है तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना k बाई नया मास जो कि m प्लस m0 है के वर्गमूल के रूप में कर सकते हैं और हमने अभी प्रारंभिक स्थिति की गणना प्रारंभिक वेग में की है हमने अभी गणना की है कि प्रारंभिक वेग ऐसा करने पर इतना है और लकड़ी के ब्लॉक के सिस्टम का प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट 0 था इसलिए प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इन दो प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके हम लकड़ी के ब्लॉक की परिणामी गति की गणना कर सकते हैं जो कि u बराबर u0 डॉट बाई ⍵n sin ⍵nt है हम जानते हैं कि इस फ्री वाइब्रेशन के लिए रिस्पांस a cos ⍵nt प्लस b sin ⍵nt के रूप में होती है और यदि हम प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करते हैं तो हम a और b का पता लगा सकते हैं और ए यहां प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट के बराबर है जो 0 था तो हमारे पास वह cos ⍵nt पद नहीं है तो टोटल रिस्पांस b के बराबर है जो कि ⍵n sin ⍵nt बाई u0 डॉट है तो हम इन मानों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस प्रारूप में ब्लॉक की परिणामी गति लिख सकते हैं जिसकी इकाई इंच में होगी अगले उदाहरण में हमारे पास एक पैकेजिंग है जिसके अंदर एक उपकरण है तो यह एक उपकरण है और इसे एक बॉक्स में पैक किया जाता है और इस मास के साथ इस उपकरण को स्प्रिंग्स जिनकी कुल स्टिफनेस k बाई 2 से नियंत्रित किया गया है तो इस उपकरण के ऊपर k बाई 2 स्टिफनेस की स्प्रिंग है और दूसरी इस उपकरण के नीचे है और उपकरण का मास और स्प्रिंग्स की स्टिफनेस दी गयी है और यह बॉक्स यह कंटेनर गलती से जमीन से 3 फीट की ऊंचाई से गिर जाता है तो इस बॉक्स को 3 फीट से गिरा दिया गया था हमें इस सिस्टम के कुछ पैरामीटर की गणना करनी होगी तो पहले हम इस सिस्टम के प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट और वेग की गणना करते है तो जब इस मास को स्प्रिंग्स द्वारा सपोर्ट किया गया है तो वजन के कारण यह स्प्रिंग थोड़ा संकुचित होगी और यह स्प्रिंग कुछ मात्रा में बढ़ जाएगी और यह इस उपकरण के वजन के समानुपाती होगा तो वह डिफ्लेक्शन कितना होगा स्टैटिक डिफ्लेक्शन जिसे हम सूत्र m g द्वारा गणना कर सकते हैं जो कि स्टिफनेस से विभाजित उपकरण का भार है तो हम उस स्टैटिक डिफ्लेक्शन की गणना कर सकते हैं तो यह इस सिस्टम का प्रारंभिक डिफ्लेक्शन होगा जब इसे गिरा दिया जाता है तो प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट जो u0 है वह mg बाई k के बराबर है हम इसके मान की गणना कर सकते हैं अब प्रारंभिक वेग क्या होगा तो इस पैकेज को ऊंचाई से गिरा दिया गया है तो गिरने से पहले तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी इसलिए जब इसे गिराया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी तो इसे कुछ वेग मिलेगा इसलिए हमने पिछले पाठ्यक्रमों में सीखा है कि वेग माइनस 2 g h के वर्गमूल के बराबर होगा गिरने से पहले की पोटेंशियल एनर्जी m g h है और वह काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी तो वह ½ mv2 है इसलिए यदि आप इसे हल करते हैं तो हम वेग के लिए यह व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं तो इस मान का उपयोग करके आप प्रारंभिक वेग की गणना कर सकते हैं तो अब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना करते हैं स्टिफनेस दी गयी है और मास भी दिया गया है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी k बाई मास के वर्गमूल के बराबर है तो वह वजन किलो में है तो आप इस मान की गणना भी कर सकते हैं आगे हम इस सिस्टम की डेफोर्मेशन की गणना करेंगे तो आप प्रारंभिक स्थितियों को जानते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी जानते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट की गणना a cos ⍵nt प्लस b sin ⍵nt के रूप में कर सकते हैं ये सभी मान ज्ञात हैं तो आप उपकरण के डिस्प्लेसमेंट के लिए स्थानापन्न और व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं और आप अधिकतम डेफोर्मेशन की गणना इस वर्ग प्लस इस पद वर्ग के वर्गमूल के रूप में कर सकते हैं तो आप पैकेज के अंदर उपकरण के अधिकतम डेफोर्मेशन की गणना कर सकते हैं तो यदि हम अधिकतम डेफोर्मेशन जानते हैं तो हम अधिकतम वेग या अधिकतम त्वरण की गणना भी कर सकते हैं तो आइए हम अधिकतम त्वरण की गणना करें तो यदि यह विस्थापन है तो त्वरण क्या है यदि आप इसे दो बार डिफ्रेंसियेट करते हैं तो आपको त्वरण मिलेगा तो यदि आप इसे दो बार डिफ्रेंसियेट करते हैं तो क्या होगा आपको वही व्यंजक ⍵n के वर्ग के साथ गुणांक के रूप में भी प्राप्त होगा तो त्वरण अधिकतम त्वरण ⍵n के वर्ग से गुणा किए गए अधिकतम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है हम ⍵n का मान जानते हैं तो हम अधिकतम त्वरण भी पा सकते हैं बस मान को प्रतिस्थापित करें और उपकरण का त्वरण प्राप्त करें अब हम डेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं एक मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम की स्टिफनेस और डेम्पिंग गुणों को एक फ्री वाइब्रेशन टेस्ट द्वारा निर्धारित किया जाना है द्रव्यमान को m के रूप में दिया गया है जो 01 पाउंड सेकंड वर्ग प्रति इंच के बराबर है इस टेस्ट में हाइड्रोलिक जैक द्वारा द्रव्यमान को 1 इंच तक विस्थापित किया जाता है और फिर अचानक छोड़ दिया जाता है 20 पूर्ण चक्रों के बाद समय 3 सेकंड है और एम्पलीटूड 02 इंच है स्टिफनेस और डेम्पिंग गुणांक ज्ञात करें तो इसमें मास 1 इंच से विस्थापित हो गया और फिर इसे छोड़ दिया गया इसका मतलब है सिस्टम के लिए प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट 1 इंच है और इसे अभी छोड़ा गया था मास को अभी छोड़ा गया था कोई प्रभाव या कुछ भी नहीं था प्रारंभिक वेग 0 है और हम 20 चक्रों पर गति के एम्पलीटूड को भी जानते हैं और हम 20 चक्रों में लगने वाले समय को भी जानते हैं तो हम डेम्पिंग अनुपात और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं हमने लॉगरिदमिक डिक्रिमेंट के बारे में सीखा तो लॉगरिदमिक डिक्रिमेंट क्या है यह चक्रों की संख्या से विभाजित विभिन्न चक्रों में एम्पलीटुडस के अनुपात का नेचुरल लोगरिथ्म है तो यह लॉगरिदमिक डिक्रिमेंट है और डेम्पिंग अनुपात जीटा की गणना लॉगरिदमिक डिक्रिमेंट के 12 πj के रूप में की जा सकती है और यह तब मान्य होता है जब डेम्पिंग अनुपात बहुत छोटा होता है जब डेम्पिंग अनुपात बहुत अधिक होता है तो हमें 1 माइनस जीटा वर्ग पद के वर्गमूल पर भी विचार करना होता है लेकिन यदि डेम्पिंग अनुपात छोटा है तो हम इसकी गणना इस प्रकार कर सकते हैं

तो यहाँ हम जानते हैं कि 12 πj j यहाँ 20 के बराबर है इसलिए हम j को 20 के रूप में ले सकते हैं क्योंकि हम पहले चक्र में और 20 चक्रों के बाद की जानकारी जानते हैं तो u1 हमारे प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट के बराबर है क्योंकि वह पहले चक्र का एम्पलीटूड है और u j 1 20 चक्रों के बाद का एम्पलीटूड है जिसे 02 के रूप में दिया गया है तो आप जीटा के मान की गणना कर सकते हैं और यह हमें 00128 के रूप में मिलता है जो कि 128 प्रतिशत है इसलिए यह बहुत छोटा डेम्पिंग है क्योंकि डेम्पिंग बहुत छोटा है जो धारणा हमने यहां जीटा की गणना के लिए बनाई थी वह मान्य है इसलिए हमने मान लिया कि डेम्पिंग 0 है छोटा है तो यह वास्तव में छोटा है तो धारणा सही है अगर यह छोटा नहीं था तो हमें सटीक सूत्र का उपयोग करके इसकी गणना करनी थी तो अब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए हम पहले नेचुरल पीरियड का पता लगाएंगे तो यह सिस्टम एक मास स्प्रिंग डेम्पर सिस्टम है इसलिए इसमें एक डेम्प्ड नेचुरल पीरियड होगा तो हम 20 चक्रों के लिए लिए गए समय का उपयोग करके डेम्प्ड नेचुरल पीरियड की गणना कर सकते हैं तो यह दिया गया है कि 20 पूर्ण चक्रों के लिए 3 सेकंड का समय लिया गया था तो पीरियड कुछ भी नहीं है बल्कि 1 चक्र के लिए लिया गया समय है तो डेम्प्ड नेचुरल पीरियड 3 बाई 20 यानी 015 होगी और हमने अभी डेम्प्ड अनुपात की गणना की और पाया कि डेम्पिंग बहुत कम है तो ऐसे मामलों में हम यह मान सकते हैं कि नेचुरल पीरियड ही डेम्प्ड नेचुरल पीरियड के बराबर है तो नेचुरल पीरियड भी 015 सेकंड के बराबर होगा तो हम नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ⍵n की गणना कर सकते हैं जो कि Tn बाई 1 π होगा तो 2 π बाई 015 4189 के बराबर है अब हम स्टिफनेस और डेम्पिंग गुणांकों का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो नेचुरल फ्रेक्वेंसी का वर्ग k बाई m के बराबर है k ⍵n वर्ग m के बराबर है इसलिए हम उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जानते हैं हम मास जानते हैं तो हम स्टिफनेस की गणना कर सकते हैं और हम जानते हैं कि क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक 2 m⍵n के बराबर है तो ⍵n और मास का पता लगाकर हम क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक की गणना कर सकते हैं हम जानते हैं कि डेम्पिंग अनुपात जीटा डेम्पिंग गुणांक बाई क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक के बराबर है तो डेम्पिंग गुणांक जीटा गुणा क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक के बराबर होगा तो आपने पहले ही जीटा की गणना कर ली है और आप इसे क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक से गुणा कर सकते हैं जो हमें डेम्पिंग गुणांक मिलता है तो अगली समस्या में हमारे पास 250 पाउंड वजन की एक मशीन है और इसे चार स्प्रिंग्स और चार डैम्पर्स से युक्त एक सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया है मशीन के वजन के नीचे सपोर्ट सिस्टम का वर्टिकल डिफ्लेक्शन 08 इंच मापा गया है डैम्पर्स को फ्री वाइब्रेशन की दो पूर्ण चक्रों के बाद वर्टीकल वाइब्रेशन के एम्पलीटूड को प्रारंभिक एम्पलीटूड के आठवें हिस्से तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है सिस्टम के निम्नलिखित गुण खोजें अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी डेम्पिंग अनुपात और डेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर डेम्पिंग के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए तो इस सिस्टम का वजन दिया गया है और इस वजन के नीचे सपोर्टिंग सिस्टम का डिफ्लेक्शन भी दिया गया है तो यदि आप वजन और डिफ्लेक्शन जानते हैं तो हम सपोर्टिंग सिस्टम की स्टिफनेस का पता लगा सकते हैं तो वजन उस स्प्रिंग पर लगने वाला फाॅर्स है तो इस फाॅर्स के कारण यह डेफ्लेक्टेड हो रहा है इसलिए स्टिफनेस फाॅर्स बाई डिफ्लेक्शन है तो वजन 250 पाउंड है इसलिए इस 250 को डिफ्लेक्शन 08 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो हम सिस्टम की स्टिफनेस की गणना कर सकते हैं वजन दिया गया है तो हम सिस्टम के मास की गणना कर सकते हैं तो मास को गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा पढ़ा जाता है तो अब हम मास और स्टिफनेस को जानते हैं तो हम सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं जो k बाई m के वर्गमूल के बराबर है अगली चीज़ जो हमें पता करनी है वह है डेम्पिंग अनुपात और हमें दो चक्रों के एम्पलीटूड दिए गए हैं ठीक है यह दिया गया है कि डैम्पर्स को वर्टीकल वाइब्रेशन के एम्पलीटूड को प्रारंभिक एम्पलीटूड के आठवें हिस्से तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है हम लॉगरिदमिक डिक्रिमेंट का उपयोग करके डेम्पिंग अनुपात की गणना कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में माना था शुरू में हम मान सकते हैं कि डेम्पिंग कम है तो हम लॉगरिदमिक डिक्रिमेंट को 2 j π जीटा के बराबर कर सकते हैं यह वही है जो हमने पिछली समस्या में किया था और हम जानते हैं कि एम्पलीटूड 2 चक्रों के बाद एक का आठवां हिस्सा हो जाता है तो पहले चक्र में यह u0 है 2 चक्रों के बाद यह u0 8 है तो 8 का लॉगरिथ्म 2 के बराबर है और j 2 के बराबर है क्योंकि यह एम्पलीटूड 2 चक्रों के बाद है और π जीटा जो जीटा का मान देता है वह 0165 के बराबर है यानी 165 फीसदी तो यह बहुत अधिक डेम्पिंग है

≈ 2jπξ इसलिए चूंकि यह डेम्पिंग बहुत अधिक है इसलिए हम यह धारणा नहीं बना सकते क्योंकि डेम्पिंग कम है तो अब हम लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट के लिए सटीक व्यंजक का उपयोग करके जीटा के मान की पुनर्गणना करेंगे जो कि 2 j π जीटा है जिसे 1 माइनस जेटा वर्ग के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो इससे हम इस समीकरण को हल करके जीटा के मानकी गणना कर सकते हैं तो हम पाते हैं कि जीटा 0163 के बराबर है यदि आप पिछले समीकरण को हल करते हैं तो हमें जीटा का मान मिलेगा अब हमें डेम्पिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना करनी है तो यह ⍵n के बराबर होगा जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को 1 माइनस जेटा वर्ग के वर्गमूल से गुणा करने पर प्राप्त होती है तो हम यहां जीटा के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और ⍵D का मान प्राप्त कर सकते हैं तो ⍵n ⍵D से कैसे अलग है तो जीटा का मान यहाँ बहुत छोटा नहीं है तो यह पद 1 से कम है तो ⍵D ⍵n से कम होगा तो डेम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कम करता है तो डेम्पिंग के कारण सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है